जैसा कि आपने देखा कि नोडल विश्लेषण समीकरणों को हल करना मैट्रिक्स उलटा शामिल है यह केवल नोडल विश्लेषण नहीं है रैखिक समीकरणों की किसी भी प्रणाली को हल करना मैट्रिक्स उलटा शामिल है इसलिए इस पाठ में हम मैट्रिक्स व्युत्क्रम विधियों को बहुत संक्षेप में देखेंगे यह माना जाता है कि आप इन सभी बातों को हाई स्कूल बीजगणित से जानते हैं अन्यथा आप इसके लिए हमेशा मानक पाठ्य पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं मैं इसके माध्यम से एक बार ही जाऊंगा ताकि छोटे सर्किट जैसे कि 2 नोड या 3 नोड सर्किट के लिए आप जल्दी से मैट्रिक्स को उल्टा कर सकते हैं और पूरा समाधान ढूंढ सकते हैं अब सामान्य तौर पर आपके पास एक वर्ग मीट्रिक a है इसका व्युत्क्रम सह कारकों के मैट्रिक्स के a गुणा के निर्धारक पर 1 है मैं इन सभी चीजों की परिभाषा में नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ 2 बटा 2 और 3 बटा 3 मैट्रिक्स के लिए परिणाम दिखाऊंगा अब निश्चित रूप से इस प्रतीक का अर्थ है A का निर्धारक अब हम 2 बटा 2 मैट्रिक्स लेते हैं A बराबर 11 a12 21 a22 और A का व्युत्क्रम A के निर्धारक पर 1 है जो मुझे लगता है कि आप पहले से ही गणना करना जानते हैं यह विकर्ण पदों का गुणनफल है a11 गुना 22 घटा विकर्ण पदों का गुणनफल a21 a12 गुणा सह गुणक का मैट्रिक्स जो कि 2 से 2 मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान है तो आपको केवल विकर्ण तत्वों की अदला बदली करनी है यानी एक 22 यहाँ आता है और एक 11 वहाँ जाता है तो यह बस इन दोनों की स्थिति को बदल देता है और अन्य दो के लिए आप पदों को बनाए रखते हैं लेकिन मूल्यों को नकारते हैं तो यहाँ और यहाँ आपके पास माइनस और माइनस है बस इतना ही तो अब आप उस उदाहरण पर वापस जा सकते हैं जो हमारे पास पहले था जो कि हमारे पास G मैट्रिक्स था जो 3 बटा 2 था माइनस 1 माइनस 1 5 बटा 4 मिलीसीमेंस था तो इसका व्युत्क्रम इन दोनों के गुणनफल से 1 है जो कि 3 बटा 2 गुना 5 बटा 4 है और उनमें से प्रत्येक मिलिसिएमेंस है तो इसकी इकाई मिलिसिएमेंस वर्ग माइनस इन दोनों का गुणनफल है जो सिर्फ 1 मिलीसीमेंस वर्ग है और मुझे विकर्ण तत्वों को स्वैप करना है तो मुझे वहाँ पर 5 बटा 4 मिलीसीमेन मिलता है 3 बटा 2 मिलीसीमेन्स वहाँ पर और यह माइनस 11 मिलीसीमेन बन जाएगा और दूसरा माइनस 1 भी 1 मिलीसीमेन बन जाएगा और यह पूरी चीज बराबर होगी अगर मैं इसे सरल करूँ तो मुझे 7 मिलते हैं 8 मिलीसीमेंस वर्ग द्वारा तो मेरे पास इन सभी प्रविष्टियों में से 8 गुणा 7 और 8 गुणा 7 मिलीसीमेंस वर्ग गुणा है जो मुझे 10 गुणा 7 किलो ओम देगा मुझे ये किलो ओम मिलते हैं क्योंकि मेरे पास मिलीसीमेन वर्ग से विभाजित है 8 गुणा 7 किलो ओम 8 गुणा 7 किलो ओम और 12 गुणा 7 किलो ओम है और यही मैंने उपयोग किया है मैंने नोड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसके साथ करंट स्रोत वेक्टर को गुणा किया तो 3 बटा 3 मैट्रिक्स के लिए आप इसी तरह मैट्रिक्स और विभिन्न मैट्रिक्स के निर्धारक की गणना करके व्युत्क्रम की गणना कर सकते हैं आप इसके लिए किसी भी स्टैंडर टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं मैं केवल एक और बात का उल्लेख करूंगा जिसे क्रैमर नियम cramers rule के रूप में जाना जाता है मुझे अपना नोडल विश्लेषण समीकरण लेने दें G गुना V I है और मैं मान लूंगा कि V तो मैं एक 3 बटा 3 मैट्रिक्स मान लूंगा जो एक 4 नोड सर्किट से मेल खाता है जिसे 3 केसीएल समीकरणों द्वारा वर्णित किया गया है और सामान्य तौर पर तीन गैर शून्य तत्व I1 I2 और I3 होंगे जिनमें प्रत्येक नोड में धकेले गए कुल करंट शामिल हैं वे एकल करंट स्रोतों के मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं लेकिन वे कुल करंट के अनुरूप हैं नोड्स 1 2 और 3 में धकेला जा रहा है अब यह क्रैमर नियम Cramers rule सुविधाजनक है जब आप वेक्टर के लिए पूरी तरह से हल नहीं करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आप उनमें से एक चाहते हैं मान लें कि V1 आप क्या करते हैं V1 दो निर्धारकों का अनुपात बन जाता है और हर में हमारे पास जी मैट्रिक्स G11 G12 G13 है G21 G22 G23 और G32 G32 G33 और वह अंश जो मैट्रिक्स मूल रूप से यह G मैट्रिक्स है लेकिन दाहिने हाथ की ओर से एक कॉलम के साथ इस मामले में हम V1 चाहते हैं इसलिए पहले कॉलम को दाहिने हाथ के वेक्टर से बदल दिया जाता है और शेष दो पहले की तरह ही होते हैं इसी तरह अगर आप V2 चाहते थे तो आपके पास यहां जी होगा और इसमें दूसरा कॉलम होगा I I1 I2 I3 तो इसी तरह V3 के लिए आप इस दाहिने हाथ की ओर वेक्टर लेंगे इसे तीसरे कॉलम में रखेंगे उस सारणिक का अनुपात जी मैट्रिक्स के निर्धारक से लेंगे तो यह भी कभी कभी उपयोगी होता है फिर से यह हाथ विश्लेषण है 3 बटा 3 सबसे जटिल है जिस पर हम विचार करेंगे अन्य सभी मामलों के लिए यदि आपको 3 गुणा 3 से अधिक आयामों वाले बड़े सर्किटों को हल करना है तो आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं